पहला छात्र हेलो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है तो हमने अपने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व विकसित करना सीखा उस व्यक्तित्व के लिए क्रिया पहचानी और फिर क्रिया से "पहले" "दौरान" और उसके "बाद" के लिए घटनाक्रम तैयार किया इन क्रियाओं में हमने ग्राहक की रोज की दिनचर्या में हो रहे संभावित कार्य प्रवाह को देखा तो इस परिस्थिति को हम आपको एक दृश्य के रूप में दिखाना चाहेंगे जहां पर यह सैम है एक 14 वर्षीय विद्यालय जाने वाला छात्र जो कि भारत के पुणे शहर में एक अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में पड़ता है अब हम देखते हैं की कक्षा में क्या होता है सभी छात्र गुड मॉर्निंग सर प्रोफेसर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सैम तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में जो सीखा था किसी को पता है क्या आपने अपने नोट्स बस टिकट पर लिखे थे सैम हमने क्या अध्ययन किया था छात्र उत्तर दे रहा है सर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में सीखा था प्रोफेसर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यह सही है बिल्कुल सही है आज हम लीनियर इक्वेशन इन थ्री वैरियेबल्स के बारे में सीखेंगे तो यह लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल था जब दो वेरिएबल होते हैं तब दो वैरियेबल्स के बारे में सीखा था और जब एक वेरिएबल तो एक वेरिएबल के बारे में अब हमारे पास तीन वैरियेबल्स है दो यहां और एक और यहां आपको समझ में आया अगली बार तैयारी से आना समझ में आया अगली बार बेहतर नोट्स बनाना इस प्रकार कागज के टुकड़ों में नहीं हम्म्म हम्म्म बढ़िया ठीक है मैं अगली कक्षा में आपसे मिलता हूं सारे छात्र धन्यवाद सर पहला छात्र सैम क्या तुम अपने नोट साझा कर सकते हो मैंने आज बाला सर की कक्षा में कुछ नहीं सुना कृपया ऐसा कर दो पहला छात्र धन्यवाद सैम